निर्वात में विद्युत चुम्बकीय तरंगें -I गुणात्मक पेशकश पिछले व्याख्यान में स्थापित तरंग समीकरणों के साथ अब हम यह देखने के लिए तैयार हैं कि वास्तव में विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसे अस्तित्व में आती हैं हम अपनी चर्चा को बहुत सरल रखेंगे और समतल तरंगों पर विचार करने जा रहे हैं इसका मतलब है एक समतल दिशा में जाने वाली तरंगों का आयाम समान होना चाहिए विशेष रूप से मैं x दिशा में जाने वाली एक तरंग लेने जा रहा हूं तो मैं आपको y दिशा में E और z दिशा में B लेने के लिए आपको प्रेरित करूँगा और आपको दिखाऊंगा कि यदि वे समय और स्थान के साथ बदलते हैं तो वे एक दूसरे को बनाए रख सकते हैं तो हम कहते हैं कि E x पर है और जैसा कि आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं E E x प्लस डेल्टा x में बदलता है E Y दिशा में है इसी तरह B z दिशा में है तो हम यहाँ z डालते हैं और जैसे ही आप थोड़ा आगे बढ़ते हैं यह B z x प्लस डेल्टा x में बदल जाता है और यह समय के साथ भी बदल रहा है अब मैं फैराडे के नियम Faraday's law से जानता हूं कि E का कर्ल माइनस dB dt के बराबर है विशेष रूप से इस मामले में यदि मैं इस तरह का एक वर्ग या इस तरह का एक आयत लेता हूं तो वामाव्रत चलने पर जैसा कि काले तीर द्वारा दिखाया गया है मुझे पता है कि फैराडे के नियम Faraday's law से मुझे समाकलन E डॉट dl माइनस B का d भाग dt डॉट ds के बराबर मिलेगा जहां ds क्षेत्रफल है E B∂t Edl ddtBdS अब चूँकि E केवल y दिशा में है इसलिए इसमें क्षैतिज रेखाएँ रैखिक समाकलन में योगदान नहीं करती हैं मान लें इस आयत की चौड़ाई डेल्टा y है और फिर मैं पिछले द्वारा जब भी हमने इस स्टोक्स के प्रमेय Stokes' theorem को साबित किया है तो मैं बाएं हाथ की काली रेखा से ऋणात्मक दिशा में E y x पर गुना डेल्टा y प्राप्त करने जा रहा हूं और दाईं ओर मैं पाने जा रहा हूँ प्लस E y x पर डेल्टा y प्लस आंशिक E y आंशिक x डेल्टा x डेल्टा y दाएँ हाथ की तरफ की रेखा पर ऊपर जाते हुए यह वह रैखिक समाकलन है जो माइनस B का d भाग dt गुना डेल्टा x डेल्टा y के बराबर होने वाला है अब मैं यहाँ एक आंशिक व्युत्पन्न करने जा रहा हूँ क्योंकि अब यह समाकलन के अधीन नहीं है आइए हम कुछ पदों को रद्द करें यह इस के साथ रद्द करता है और मुझे यह पूरा प्राप्त होता है फिर मुझे आंशिक E y आंशिक x देता है जो माइनस आंशिक B के बराबर होता है जो कि z दिशा में आंशिक t है क्योंकि ये दो पद भी रद्द कर देते हैं EyxyEyxyEy∂xxy ∂tBxy Ey∂x Bz∂t तो इससे हमें जो मिलता है वह है जो मैं x दिशा y दिशा z दिशा ले रहा हूं हमने E को इस तरह जाते हुए लिया है और B ने इस तरह जा रहा है दाहिनी ओर जाती हुई तरंग हम फिर से देखेंगे कि यह दाईं ओर कैसे जाती है और मुझे आंशिक E y भाग आंशिक x मिलता है जो माइनस आंशिक B z भाग आंशिक t के बराबर है वह एक समीकरण है आइए अब हम दूसरे समीकरण को लागू करते हैं जो मुझे B का कर्ल जो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 dE dt के बराबर देता है याद रखें यह डिस्प्लेसमेंट करंट से आ रहा है इसके लिए मैं यहाँ xz समतल में एक आयत लूंगा और इसे वामाव्रत दिशा में ले जाऊंगा फिर याद रखें कि यह मेरी x दिशा है यह मेरी y दिशा है यह मेरी z दिशा है और यह दूरी डेल्टा x है यह डेल्टा z होने जा रहा है अब स्टोक्स प्रमेय मुझे B डॉट dl समाकलन देता है जो म्यू 0 एप्सिलॉन 0 E का d भाग dt डॉट ds के बराबर देता है पिछले तर्क की तरह B डॉट dl x पर B होने जा रहा है और हम फिर से उसी दिशा में जा रहे हैं जैसे z तो यह डेल्टा z होने जा रहा है X अक्ष के समानांतर वाली रेखाएँ योगदान नहीं करती हैं क्योंकि B उस रेखा के लंबवत है माइनस B z x पर प्लस डेल्टा x जिसे मैं B x प्लस आंशिक B z विभाजित x डेल्टा x गुना डेल्टा z के रूप में लिख सकता हूँ और यह म्यू 0 एप्सिलॉन 0 dE dt के बराबर होने जा रहा है E y दिशा में है चलिए परिमाण लिखते हैं गुना डेल्टा s जो डेल्टा x डेल्टा z है फिर से हम पदों को रद्द करने जा रहे हैं यह पद इसके साथ रद्द हो जाएगा डेल्टा x डेल्टा z इसके साथ रद्द हो जाएगा और मुझे अंत में यह समीकरण मिलता है d B z dx बराबर है म्यू 0 एप्सिलॉन 0 d E y dt के B00E∂t Bdl00ddtEds Bzxz BzxBz∂xxz00Ey∂txz Bz∂x00Ey∂t तो जो दो समीकरण हमने E y के लिए प्राप्त किए हैं वे इस दिशा B z में जा रहे हैं हमने प्राप्त किया है आंशिक E y आंशिक x माइनस आंशिक B z आंशिक t के बराबर है यह एक समीकरण है और अन्य समीकरण है आंशिक B z भाग आंशिक x जो माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 आंशिक E y आंशिक t के बराबर है आइए देखें कि हम इन दो समीकरणों से इन क्षेत्रों के बारे में क्या सीख सकते हैं अब समीकरण d E y d x जो माइनस आंशिक B z आंशिक t के बराबर है हम देखते हैं कि क्या तरंग आगे बढ़ रही है भागतो यह प्लस या माइनस 1 से विभाजित v आंशिक E y आंशिक t के बराबर होना चाहिए जहां v तरंग की गति है और यह आपको तुरंत बताता है कि B z प्लस या माइनस E y भाग v के बराबर होना चाहिए मुझे पता है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगों की गति c होती है तो हम इसे लिखते हैं या हम इसे c से दर्शाते हैं E y भाग c प्लस चिन्ह बाईं ओर जा रही तरंग के लिए है और माइनस चिन्ह दाईं ओर जा रही तरंग के लिए है और इसलिए यदि लहर बाईं ओर जा रही है तो माइनस B z E y c के बराबर होगा और इसलिए यदि लहर बाईं ओर जा रही है तो B ऋणात्मक z दिशा में इंगित करेगा दूसरी ओर अगर मेरे पास B z E y भाग c के बराबर है तो एक तरंग दाईं ओर जा रही होगी आप क्या देख सकते हैं कि E क्रॉस B मुझे तरंग की दिशा देता है आइए देखें कि हम इन दो तरंगों को कैसे जोड़ सकते हैं ये दो समीकरण Ey∂x Bz∂t±1vEy∂tvspeed of waves Bz±Eyv±Eyc Waves travelling to the right BzEyc BxEyc तो मेरे पास जो समीकरण हैं वह है आंशिक E y भाग आंशिक x जो माइनस d B z भाग dt के बराबर है और आंशिक B z भाग आंशिक x जो माइनस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 d E y भाग dt के बराबर है अगर मैं यह पहला समीकरण लूँ इसे एक बार ओर x के सापेक्ष में अवकलन करें मुझे d 2 E y भाग dx वर्ग मिलता है जो माइनस d भाग dt d B z भाग dx के बराबर है मैंने x और t को बदल दिया है जो प्लस म्यू 0 एप्सिलॉन 0 d 2 E y भाग dt वर्ग के बराबर है याद रखें कि यह तरंग समीकरण है जिसकी गति 1 भाग c वर्ग म्यू 0 एप्सिलॉन 0 के बराबर है इसलिए हमने अब तक जो तर्क दिया है कि अगर मेरे पास दो लंबवत क्षेत्र E और B हैं जो समय और स्थान दोनों में भिन्न होते हैं तो उनके लिए एक दूसरे को संचार करना और बनाए रखना संभव है और वे एक गति c के साथ संचार करते हैं जो 1 से विभाजित म्यू 0 एप्सिलॉन 0 के वर्गमूल के बराबर है 2Eyx2 ∂tBz∂x002Eyt2 अगले व्याख्यान में हम मैक्सवेल के समीकरणों Maxwell's equations से इस तरंग समीकरण को अधिक सख्ती से सीधे प्राप्त करेंगे